तो 1983 में काबस्च और सैंडर सही उन्होंने एक कार्यक्रम विकसित किया जिसे DSSP कहा जाता है यह प्रोटीन की माध्यमिक संरचना का शब्दकोश है यही कारण है कि उन्हें DSSP कहा जाता है ज्ञात 3D संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए वे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं वे वास्तविक प्रोटीन डेटा बैंक से ले रहे हैं और उनका अनुमान है वे सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न की जांच करते हैं और फिर उनके पास phi psi कोण होते हैं इन पैटर्न से उन्होंने प्रत्येक अवशेषों को कई 8 अलग अलग माध्यमिक संरचनाओं को सौंपा 3 अलग अलग प्रकार के हेलिक्स हैं जिन 3 हेलिक्सों पर हमने चर्चा की है वे क्या हैं छात्र 310 हेलिक्स Alpha हेलिक्स और 310 हेलिक्स और pi हेलिक्स और 2 प्रकार के स्ट्रैंड्स सही और ब्रिज और 1 बेंट 1 टर्न सहीऔर 1 कॉइल 1 अनियमित है तो वे माध्यमिक संरचनाओं के 8 अलग अलग श्रेणियां बनाते हैं तो यहाँ यह DSSP का आउटपुट है यहाँ वे श्रृंखला की जानकारी देते हैं यह एक चेन जानकारी है और यहाँ यह एमिनो एसिड अनुक्रम है और यह माध्यमिक संरचना असाइनमेंट है और यहाँ उनके पास यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है यदि यह अवशेषों की संख्या है तो वे 2 4 1 1 डालते हैं इसका मतलब है प्लस या माइनस वे दिशा को आगे बढ़ाते हैं और 1 एक रिवर्स दिशा में वे डालते हैं कि कौन से अवशेष इस विशेष अवशेष के संबंध में हाइड्रोजन बोंडेड हैं और उन्हें कुछ ऊर्जा मूल्य प्राप्त होते हैं फिर अंत में वे यहाँ phi psi मान प्राप्त करते हैं यह phi है यह psi है सही आप देख सकते हैं कि लगभग अवशेष उस सीमा के भीतर हैं यदि आप इस श्रेणी को देखते हैं सही और यहाँ यदि आप मानचित्र देखते हैं ठीक यहाँ सीमा है सही तो यह कोण सही है तो आप देख सकते हैं कि मूल्य उस सीमा के भीतर हैं तो आप देख सकते हैं कि यह alpha हेलिक्स से है तो अब सवाल यह है कि यदि आपके पास यह प्राथमिक अनुक्रम है तो DSSP मानों को असाइन कर सकता है यदि 3D संरचनाएं जानी जाती हैं सही यह मायोग्लोबिन के लिए एक उदाहरण है पहली पंक्ति यह अनुक्रम दिखाती है और दूसरी पंक्ति माध्यमिक संरचना दिखाती है इन संरचनाओं को उदाहरण के लिए नहीं जाना जाता है यह उदाहरण के लिए है आप अनुक्रम देते हैं इस अनुक्रम से माध्यमिक संरचना की प्रेडिक्शन करना संभव है इस क्रम से जहां alpha हेलिक्स हैं वहीं यह alpha हेलिक्स है जहां आप beta स्ट्रैंड बनाते हैं इसलिए विभिन्न विधियां हैं क्योंकि एक बार जब हमारे पास डेटा होता था तो अनुक्रम होता था और संरचनाएं तब वे अपने परिणामों की तुलना अनुक्रमों और संरचनाओं से कर सकते हैं सही और जानकारी के आधार पर हम माध्यमिक संरचनाओं की प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ तरीकों को प्राप्त कर सकते हैं और आप मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्रयोगात्मक ज्ञात डेटा उपलब्ध हैं तो आप भी मूल्यांकन कर सकते हैं तो विभिन्न विधियां हैं जो प्रोटीन की माध्यमिक संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए प्रस्तावित की गई हैं अब पहले एक सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है उदाहरण के लिए यह सबसे सरल है अलैनिन ने एक alpha हेलिक्स होने का प्रस्ताव दिया था फिर यदि आप कुछ अल्नेइन कहते हैं तो हम देखते हैं कि यह खंड एक alpha हेलिक्स होना पसंद करता है उदाहरण के लिए यदि आप छात्रों को देखते हैं तो वे 9 बजे आएंगे वे कहीं जाते हैं 10 बजे एक प्रयोगशाला के ओर जाते है और 1 बजे दोपहर के भोजन के लिए जाती है तो यदि आप उसका व्यवहार देखते हैं तो वह 10 बजे वह प्रयोगशाला में होगा 1 बजे वह दोपहर के भोजन में उसी तरह होगा ठीक यदि कुछ अवशेष वे किसी विशिष्ट माध्यमिक संरचनाओं को समायोजित करना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये अवशेष अत्यधिक आबादी वाले हैं इसलिए ये खंड एक alpha हेलिक्स बनाता है यह सांख्यिकीय विश्लेषण है चाउ और फ़स्मान उन्होंने ज्ञात प्रोटीन के डेटा का विश्लेषण किया उस समय उपलब्ध सभी ज्ञात प्रोटीनों में उन्होंने 1974 के आधार पर सभी 20 अवशेषों के लिए प्रवृत्ति मूल्यों को विकसित किया उन्होंने अवशेषों को कुछ समूहों में वर्गीकृत किया जो अवशेष alpha हेलिक्स बनाने के लिए पसंद करते हैं जो अवशेष alpha हेलिक्स में रहना पसंद नहीं करते उनमें से कुछ हैं सही जो उपेक्षित हैं या beta शीट के लिए तरीके से नहीं बन सकते हैंसही फिर इस जानकारी के बाद आप लगभग 55 से 60 प्रतिशत की सटीकता प्राप्त कर सकते हैं कभी कभी एक ही अवशेष वे alpha हेलिक्स और betaअधिकार को अपना सकते हैं प्रेडिक्शन विधि 2 अलग अलग माध्यमिक संरचनाओं में पसंदीदा एक ही खंड के साथ हेलिक्स या स्ट्रैंड की प्रेडिक्शन कर सकती है फिर एक सही होगा एक गलत होगा इस मामले में गार्नियर के समूह Garnier's group ने सूचना के सिद्धांत के आधार पर GOR नामक एक विधि विकसित की यहां उन्होंने केवल एक केंद्रीय अवशेष पर विचार नहीं किया उन्होंने एक विंडो बनाई इस की विंडो 70 अवशेषों में सही ओर 8 अवशेषों और बाईं ओर दाईं ओर 8 अवशेषों में है और सभी अवशेषों के लिए जानकारी प्राप्त करें इसका मतलब है किसी भी खंड ये अलग अलग माध्यमिक संरचनाएं हैं जो नेइबोरिंग अवशेषों पर आधारित हैं तो आप एक ही खंड में भेदभाव कर सकते हैं हेलिक्स से संबंधित है और नेइबोर्स के आधार पर beta शीट से संबंधित है इसलिए उन्होंने उस जानकारी का उपयोग माध्यमिक संरचनाओं की प्रेडिक्शन करने के लिए किया बाद में आप विभिन्न गुणों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं सबसे प्रमुख गुणों में से एक हाइड्रोफोबिसिटी है क्योंकि यह पोलर नॉनपोलर चार्ज और सभी के आधार पर अवशेषों को आसानी से भेद कर सकता है इसलिए वे इन अवशेषों की आवधिकता को देखने की कोशिश करते हैं वे अनुक्रम लेते हैं और पाते हैं कि अनुक्रम में अवशेषों की कोई आवधिकता है यदि आप अनुक्रम में देखते हैं तो इसे खोजना मुश्किल है इसलिए अगर हमारे पास एक तरह के आंकड़े हैं तो इस तरह की प्रोफाइल आसानी से हम सही देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफाइल क्या है छात्र अनुक्रम बनाम हाइड्रोफोबिसिटी यह एक प्लॉट है जो अनुक्रम बनाम मूल्यों को जोड़ता है सही इसलिए हमने स्ट्रैंड के लिए alpha हेलिक्स के लिए कई पैटर्न के बारे में चर्चा की तो उनके पास कुछ विशिष्ट पैटर्न हैं और यदि आप इन प्रोफाइल में इन पैटर्नों को सही तरीके से स्कैन करते हैं और फिर आप आसानी से माध्यमिक संरचनाओं की पहचान कर सकते हैं फिर उसके बाद वे कई अनुक्रम संरेखण को शामिल करने का प्रयास करते हैं इसलिए सही समय बढ़ता है वे एकल संरचना को माध्यमिक संरचना की प्रेडिक्शन prediction भविष्यवाणी करना मुश्किल समझते हैं यदि आपके पास ज्ञात जानकारी के अनुक्रमों की अधिक संख्या है तो हम उस अनुक्रम संरेखण से जानकारी एकत्र करते हैं और आप प्रेडिक्शन के लिए उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए जबकि मैंने कई अनुक्रम संरेखण के बारे में चर्चा की है कई अनुक्रम संरेखण के लिए कितने अवशेषों की आवश्यकता है छात्र 3 या 3 से अधिक 3 या अधिक अनुक्रम यदि आप देखना चाहते हैं कि कोई अवशेष संरक्षित हैं तो कितने अनुक्रम विश्वसनीय परिणाम दे सकते हैं स्टूडेंट 100 हाँ यदि आपको 100 से अधिक दिखाई दे रहे हैं सही तो आपको कम से कम 50 100 से अधिक की आवश्यकता है तो आप विश्वसनीय परिणाम दे सकते हैं इसलिए इस मामले में वे अलग अलग अनुक्रमों के लिए जानकारी इकट्ठा करने और संरेखण बनाने की कोशिश करते हैं इस संरेखण से वे माध्यमिक संरचनाओं के उदाहरण के लिए स्थिति का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं सही स्थिति नंबर 5 वे समायोजित करते हैं जो अलैनिन और सभी 100 अनुक्रमों द्वारा अत्यधिक संरक्षित हैं अवशेष हेलिक्स में है तो अपने स्वयं के अनुक्रम आप यह भी बता सकते हैं कि यह अवशेष संख्या 5 अलैनिन जो alpha हेलिक्स से संबंधित है उच्च कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि अगर यह अत्यधिक संरक्षित है तो यह कार्यक्रम अनुक्रम संरेखण पर निर्भर करता है यदि आपको अच्छा संरेखण मिलता है तो आपकी सटीकता अधिक है यदि संरेखण बहुत अच्छा नहीं है तो आपको अपने असाइनमेंट में दुविधा है तो फिर हम कई अनुक्रम संरेखण देखते हैं फिर हमने मेट्रिसेस में रखे प्रोफाइल के बारे में चर्चा की और फिर उन्होंने माध्यमिक संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए सभी पहलुओं को शामिल किया फिर उन्होंने मशीन लर्निंग का उपयोग करना शुरू कर दिया क्योंकि डेटा पर निर्भर ये सभी चीजें हैं सही अगर हमें डेटा को तरीके से हेरफेर करने की आवश्यकता है सही जो कोड हैं और वे उदाहरण के लिए विभिन्न मशीन सीखने की तकनीक का उपयोग करने की कोशिश करते हैं वेक्टर मशीनों का समर्थन करते हैं और फिर हम देखते हैं इन मशीन लर्निंग तकनीकों के साथ सभी ज्ञात जानकारी को प्रशिक्षित करें और इस माध्यमिक संरचनाओं को या तो हेलिक्स या स्ट्रैंड या कॉइल का अनुमान लगाएं इसलिए अधिक विवरण हम अगले बाद की कक्षाओं में चर्चा करेंगे फिर इस कोर्स के दौरान उन्होंने जॉइन विधि या एक सर्वसम्मति विधि का उपयोग करना शुरू कर दिया यह करना आसान है लेकिन यह विभिन्न सर्वरों विभिन्न तरीकों पर भी निर्भर करता है इस मामले में या तो वे उदाहरण के लिए मतदान के लिए उपयोग करते हैं यदि आपको 10 विधियां पहले से ही उपलब्ध हैं तो हम आंकड़े या जानकारी या जो भी हो पर आधारित हो सकते हैं तो अलग अलग विधियाँ उपलब्ध हैं फिर वे 10 सर्वरों के लिए में चलते हैं सही और सबसे अच्छा देखते हैं उदाहरण के लिए 7 विधियां एक अवशेष को हेलिक्स के रूप में बताती हैं आप कह सकते हैं कि यह अवशेष alpha हेलिक्स के अंतर्गत आता है बस मतदान प्रक्रिया से आप माध्यमिक संरचनाओं का अनुमान लगा सकते हैं और आप मूल्यांकन कर सकते हैं दूसरा वह है जो आप विभिन्न सर्वरों से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और आप एक मेटसर्वेर बना सकते हैं फिर से इस आउटपुट को चलाएं आप इस डेटा को प्रशिक्षित करते हैं ताकि आपको यह प्रेडिक्शन परिणाम प्राप्त हो सके इसलिए वर्तमान परिदृश्य मै वे हर उस चीज़ को मिलाने की कोशिश करते हैं जिसमें वे एकल अनुक्रम या सांख्यिकीय वरीयताओं से अधिक से अधिक जानकारी शामिल करने का प्रयास करते हैं या कई अनुक्रम मैट्रिसेस को संरेखित करते हैं और माध्यमिक संरचना भविष्यवाणी प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग में एक साथ डालते हैं वर्तमान में वे डिप लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं सही क्योंकि हम बड़ी मात्रा में डेटा को संभाल सकते हैं तो उस स्थिति में आप प्रेडिक्शन का प्रदर्शन बढ़ा सकते हैं तो फिर हम सांख्यिकीय विधियों सांख्यिकीय विधियों के बारे में चर्चा करेंगे पहले हमें किसी भी माध्यमिक संरचनाओं में या तो हेलिक्स या स्ट्रैंड में अवशेषों की वरीयता की आवश्यकता है प्रवृत्ति की गणना कैसे करें प्रवृत्ति का अर्थ क्या है उदाहरण के लिए किसी भी अमीनो एसिड की प्रवृत्ति अलैनिन सही जो कि उस विशेष अवशेषों की पसंद पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए यदि आप एलानिन या कोई अवशेष i लेते हैं किसी भी आकृति में होने के लिए तो हेलिक्स स्ट्रैंड्स है किस तरीके से किया जाता है पहले i अवशेषों के प्रतिशत को उस पुष्टि में सभी अवशेषों के साथ तुलना में देखें तो क्या आप alpha हेलिक्स में अवशेषों के समीकरण प्रतिशत का उपयोग करके i की एक प्रवृत्ति देख सकते हैं अब alpha हेलिक्स में सभी अवशेषों के प्रतिशत से विभाजित किया गया है कि i alpha हेलिक्स में अवशेषों के प्रतिशत की गणना कैसे करूं छात्र सभी अवशेषों से विभाजित alpha हेलिक्स में ith अवशेषों की संख्या सभी प्रकार के सभी उदाहरण i अलैनिन 10 अलैनिन सही और 7 alpha हीलिक्स में सही हैं alpha helix में उनके अवशेषों का प्रतिशत क्या होगा छात्र 70 प्रतिशत 70 प्रतिशत सही है तो फिर हम यह देख सकते हैं कि तब आप आम तौर पर alpha हेलिक्स में सभी अवशेषों की कुल संख्या को देखते हैं और पूरे प्रोटीन 100 अवशेषों और alpha हेलिक्स पर 80 अवशेषों को देखते हैं फिर alpha हेलिक्स में कितने अवशेष हैं छात्र 80 प्रतिशत 80 प्रतिशत अब आप तुलना करते हैं इसलिए यदि आपका संपूर्ण प्रोटीन यदि alpha हेलिक्स में 80 प्रतिशत है और वरीयता केवल उच्च है यदि यह अधिक संख्या से ज्यादा है तो सही है क्योंकि यदि हमने यादृच्छिक रूप से वितरित किया है तो आप 80 प्रतिशत हो सकते हैं सही फिर आप देख सकते हैं कि क्या इसे कम करके आंका गया है या फिर ज्यादा करके आंका गया है जो पूर्वाग्रह का परिचय देगा और आप alpha हेलिक्स में इन अवशेषों की कुछ वरीयता देख सकते हैं आप alpha हीलिक्स में अवशेषों के प्रतिशत को इस समीकरण nα by N of i का उपयोग करके कह सकते हैंI जहाँ यह ith अवशेषों को alpha हेलिक्स में अलैनिन कहते हैं पूरे प्रोटीन में ith अवशेषों द्वारा विभाजित किया गया है इसी तरह फिर से पूरे प्रोटीन nα है अवशेषों की कुल संख्या nα alpha अवशेषों की संख्या है अल्फा कन्फोर्मशन मै आप इस पर एक उदाहरण के साथ चर्चा कर सकते हैं कि पहले एक क्रम है और दूसरा एक माध्यमिक संरचना है तो आप देख सकते हैं कि H एक हेलिक्स है और आप G देख सकते हैं जो कि 310 हेलिक्स है और आप देख सकते हैं कि यह टर्न है और आप कुछ अंतराल देख सकते हैं अंतराल का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि यह कॉइल है क्योंकि ज्ञात नहीं है कि यह अनियमित आकार है सही तो यह एस बेंड है सही और आप कैप्शन का उपयोग करते हुए विभिन्न असाइनमेंट देख सकते हैं आम तौर पर वे DSSP का उपयोग करते हैं तो यह DSSP का परिणाम है अब यदि आप प्रवृत्ति को देखना चाहते हैं जबकि यह कहें कि क्या आप इस प्रोटीन को लेते हैं या यह कहें कि अलैनिन की प्रवृत्ति alpha हेलिक्स में क्या है गणना कैसे करें तो आप अलैनिन alpha हेलिक्स को से देख सकते हैं सही यह अलैनिन की संख्या से विभाजित alpha हेलिक्स में अलैनिन की संख्या है आप कुल संख्या को देखते हैं कि यहाँ कितने अलैनिन हैं आप सभी अलैनिन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 देख सकते हैं 16 में से 16 अलैनिन हैं उनमें से कितने alpha हेलिक्स में हैं अगर आप लाल रंग को देखते हैं तो वे यहां से 15 हैं तो यह alpha हेलिक्स नहीं है सही तो 15 alpha हेलिक्स हैं तो आप उन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं जो 094 है फिर alpha हेलिक्स के सभी अवशेषों को लें इस मामले में आप 100 और 53 अवशेषों को देख सकते हैं यदि आप देखते हैं कि यहाँ 50 में 150 153 में से 153 आप alpha हेलिक्स में 150 देख सकते हैं तो वह 075 है alpha हेलिक्स में 75 प्रतिशत अवशेष अब यदि आप alpha हेलिक्स में पसंद किए जाने वाले किसी भी अवशेष को देखते हैं जो इससे अधिक होना चाहिए छात्र 1 1 से अधिक यह 75 प्रतिशत से अधिक है क्योंकि पूरे प्रोटीन 75 प्रतिशत alpha हेलिक्स है सही तो फिर आप अलैनिन की प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं तो 094 075 से विभाजित यह 125 के बराबर है तो मूल्य 1 से अधिक है तो आप कह सकते हैं कि यह अवशेष विशेष माध्यमिक संरचना में होना पसंद करते हैं इस मामले में उदाहरण के लिए alpha हेलिक्स फिर मैं ग्लाइसिन लेता हूं हम ग्लाइसिन देखते हैं यहाँ कितने ग्लाइसीन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या 10 ग्लाइसीन सही तो अंत में हम कह सकते हैं कि यह ग्लाइसिन का 05 प्रतिशत है यह ग्लाइसिन का प्रतिशत है और यह हेलिक्स का प्रतिशत है यह ठीक 0075 है तो इसे एक को विभाजित करें आपको 066 मिलेगा इस मामले में यह एक से कम है तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं छात्र प्राथमिकता नहीं दी alpha हेलिक्स में ग्लाइसीन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है यह हमने सिर्फ एक प्रोटीन पर आधारित किया तो वर्तमान में प्रोटीन डेटा बैंक में 137000 से अधिक प्रोटीन उपलब्ध हैं आप अतिरेक को कम कर सकते हैं और नॉन रेडंडान्त सेट से आप प्रवृत्ति की गणना कर सकते हैं फिर आप लगभग 20 अलग अलग अमीनो एसिड अवशेषों का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं फिर कैसे प्राप्त करें कैसे इन संख्याओं को प्राप्त करे सही है यदि आप पूरे डेटाबेस से इस प्रवृत्ति के मूल्यों के साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबरों को कैसे प्राप्त करें इस प्रवृत्ति मूल्यों को प्राप्त करने के लिए एक एल्गोरिथ्म कैसे लिखें आपको आवश्यक जानकारी क्या है छात्र अनुक्रम डेटा हमें अनुक्रम की आवश्यकता है सभी 20 अलग अलग अमीनो एसिड अवशेष हैं सही और आपको माध्यमिक संरचना असाइनमेंट की आवश्यकता है आपको अनुक्रम की आवश्यकता है और आपको एक माध्यमिक संरचना असाइनमेंट सही और 20 विभिन्न अमीनो एसिड के लिए चाहिए पहले हम हेलिक्स में 20 अवशेषों की घटना प्राप्त करते हैं और हमें पूर्ण प्रोटीन में समान घटना की आवश्यकता होती है तो पूर्ण प्रोटीन प्रत्येक प्रकार के कितने विशेष अवशेष हम प्राप्त कर सकते हैं और हेलिक्स के बारे में कैसे तो आप इस अनुपात की गणना करेंगे जो आपको देगा छात्र प्रतिशत हां प्रतिशत अवशेषों के प्रकार i छात्र हेलिक्स में हेलिक्स में और फिर दूसरे चरण में आप हेलिक्स में कुल अवशेषों की संख्या लेते हैं और एक प्रोटीन में कुल अवशेषों की संख्या जो N द्वारा nα है सही यह आपको alpha हेलिक्स में अवशेषों का प्रतिशत देगा फिर आप इसे इस से विभाजित करते हैं तब आप हेलिक्स में सभी 20 अवशेषों की प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं जो आप सभी प्रोटीनों के लिए दोहरा सकते हैं और अंत में आप उदाहरण के लिए यदि आप हेलिक्स लेते हैं तो आप उनकी प्रवृत्ति मान प्राप्त कर सकते हैं ये चाउ और फ़स्मान से प्राप्त आंकड़े हैं यदि आप इन नंबरों को देखते हैं तो उनमें से कुछ 1 से अधिक हैं उनमें से कुछ 1 से कम हैं इन नंबरों के आधार पर कौन से अवशेषों को alpha हेलिक्स में पसंद किया जाता है स्टूडेंट ग्लू ग्लू स्टूडेंट अला और लेउ अलैनिन और ल्यूसीन alpha हेलिक्स में किन अवशेषों को पसंद नहीं किया जाता है आप प्रो ग्लाय Pro Gly आदि देख सकते हैं यह हमारे पास उच्च प्राथमिकता है तो ये अवशेष कम वरीयता सही कम वरीयता हैं फिर यदि आप उनके मूल्यों को देखते हैं तो उनमें से कुछ बहुत उच्च मूल्य हैं जैसे कि 15 145 और ऐसा कुछ जो बहुत कम 05 या 06 है और कई अवशेष वे 1 के आसपास कंपन कर रहे हैं सही जो कि डेटासेट पर भी निर्भर करता है यदि आप 100 प्रोटीन का उपयोग करते हैं तो आप मान प्राप्त कर सकते हैं यदि आप 1000 प्रोटीन या 10000 प्रोटीन का उपयोग करते हैं हालांकि कोई बड़ा अंतर नहीं है लेकिन आप एक समान प्रवृत्ति देख सकते हैं हो सकता है कि कुछ छोटे बदलाव हों इसलिए वे इस समूह को 6 समूहों में विभाजित करते हैं पहले एक Hα है यह मजबूत हेलिक्स पूर्व है इसलिए क्योंकि उनके पास हेलिक्स बनाने की उच्च प्रवृत्ति है क्योंकि मूल्य बहुत अधिक है और उनके पास यह Hα है सही जो इस समूह में है तो उनके पास hα बनाने के लिए बनाने की प्रवृत्ति है सही हेलिक्स पूर्व हैं तो यहाँ बस एक के आसपास एक छोटा सा है यहाँ यह कमजोर हेलिक्स पूर्व है फिर नीचे आते हैं बस 0 से थोड़ा कम है इसलिए उन्हें कमजोर हेलिक्स पूर्व या हेलिक्स ब्रेकर मिल सकता है क्योंकि वे हेलिक्स में रहना पसंद नहीं करते हैं और आप देख सकते हैं कि bα ये हेलिक्स ब्रेकर और Bα हैं वे एक मजबूत हेलिक्स ब्रेकर इसलिए यदि आपके पास संख्याओं के आधार पर प्रवृत्ति है तो उन्होंने 6 समूहों में बांटा मजबूत हेलिक्स पूर्व हेलिक्स पूर्व कमजोर हेलिक्स पूर्व कमजोर हेलिक्स ब्रेकर हेलिक्स ब्रेकर और मजबूत हेलिक्स ब्रेकर और आप माध्यमिक संरचनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि आपके पास कोई खंड है जिसमें मुख्य रूप से ये अवशेष हैं तो हेलिक्स में होने की उच्च संभावना है यदि आपके पास अधिक अवशेष हैं जो इस श्रेणी में हैं तो यह alpha हेलिक्स में होने की संभावना कम है यह हेलिक्स के लिए है तो हम beta स्ट्रैंड या कॉइल या टर्न के लिए ऐसा कर सकते हैं जो beta स्ट्रैंड है अब यहां उन्हें 6 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया है अब आप उच्च मूल्यों को देख सकते हैं यह मजबूत beta पूर्व हैं और ये beta ब्रेकर हैं और यदि आप इस तुलना करते हैं तो Pα और Pβ की कुछ अवशेष अलग हैं और कुछ अवशेष उदाहरण के लिए समान हैं Prolineसही यहाँ यह alpha हेलिक्स में पसंद नहीं किया जाता है beta स्ट्रैंड में भी पसंद नहीं किया जाता है ग्लूटामिक एसिड यह beta के मामले में ब्रेकर है लेकिन यह alpha में एक मजबूत हेलिक्स है इसलिए यदि आपके पास ग्लूटामिक एसिड एक अनुक्रम में है तो आप देख सकते हैं कि alpha हेलिक्स में होने की प्रवृत्ति है इसी तरह से वरीयता के कुछ अंतर आप वरीयता को beta में देख सकते हैं लेकिन alpha में नहीं लेकिन कुछ मामलों में आप समान प्राथमिकता देख सकते हैं alpha हेलिक्स और beta शीट दोनों में यह आपको एक विरोधाभासी स्थिति देगा ठीक उसी खंड को alpha के साथ साथ beta के लिए भी प्रेडिक्शन की जा सकती है इस मामले में आप उन मूल्यों की तुलना कर सकते हैं जिनमें कोई उच्च मूल्य है तो आप उसी के अनुसार निर्दिष्ट कर सकते हैं तो यह कैसे अमीनो एसिड अनुक्रम से पेचदार खंडों या beta स्ट्रैंड्स की भविष्यवाणी करने के लिए है सही पहले आप अनुक्रम देखें और प्रवृत्ति मान निर्दिष्ट करें क्योंकि यदि आप इस तालिका को लेते हैं तो हेलिक्स 1 2 3 4 5 6 के लिए सही 12 अलग अलग समूह हैं beta के लिए भी आपके पास 6 अब आप कर सकते हैं इन प्राथमिकताओं को लें और मान निर्दिष्ट करें फिर आप वेटेज देख सकते हैं उदाहरण के लिए यदि यह हेलिक्स है इसलिए हम विभिन्न मापदंडों को लेते हैं उदाहरण के लिए Hα यह हेलिक्स पूर्व है आप इसे एक के रूप में लेते हैं और यह कमजोर हेलिक्स पूर्व है उदाहरण के लिए 05 के रूप में लिया गया यह कमजोर हेलिक्स ब्रेकर है इसे 0 के रूप में लें और यह हेलिक्स ब्रेकर के रूप में वे 1 के रूप में डालते हैं क्योंकि हमारे पास है अवशेषों के लिए वरीयता देने के लिए जो alpha हेलिक्स में होने के लिए उच्च प्राथमिकता है यदि इसकी कम वरीयता है तो इसे 1 के रूप में कम वरीयता दी गई है फिर आप 6 अवशेषों की विंडो के अवशेष लेते हैं क्योंकि alpha हेलिक्स beta स्ट्रैंड्स की तुलना में लंबा है तो 6 न्यूनतम 6 अवशेषों को लें और आप इसे बढ़ा सकते हैं और विचार यह है कि यदि आप किसी भी सेगमेंट को लेते हैं तो इस सेगमेंट में alpha हेलिक्स में रहने के लिए उच्च पसंदीदा अवशेष और कम वरीयता वाले अवशेषों की संख्या कम है तो हेलिक्स पूर्व के लिए कम से कम 4 और 1 से अधिक हेलिक्स ब्रेकर नहीं होने चाहिए इसलिए इस धारणा के साथ उन्होंने 4 से अधिक का स्कोर रखा इस मामले में उनके पास कम से कम 4 हेलिक्स पूर्व होने की उच्च प्रवृत्ति होगी क्योंकि हम 1 का मान लेते हैं और 1 से अधिक हेलिक्स ब्रेकर नहीं है इस स्थिति में आप 4 का स्कोर प्राप्त कर सकते हैं फिर आप उदाहरण के लिए दिशाओं का विस्तार कर सकते हैं यदि हम पाते हैं तो हम अनुक्रम तक पहुंच जाएंगे और आप पाते हैं कि यह हेलिकल सेगमेंट है और फिर आप यह देख सकते हैं कि स्कोर नीचे है या नहीं या नहीं उदाहरण के लिए स्कोर अभी भी अधिक है उन्होंने पसंद किया कि अवशेष एक साथ मौजूद हैं तो आप जोड़ सकते हैं आप जोड़ सकते हैं जब अंत में पूरा हेलिक्स बनाने के लिए यहां जोड़ें इसलिए अब यह कैसे करना है यह खोज जारी है और कुछ शर्तें हैं जो हम उदाहरण के लिए टर्मिनलों को निर्दिष्ट कर सकते हैं आप कुछ अवशेष देख सकते हैं जो मुख्य रूप से N टर्मिनल में हैं और उनमें से कुछ C टर्मिनल और Proline पर जैसा कि हमने चर्चा की है कि यह आंतरिक हेलिक्स में प्रस्तुत नहीं किया गया है कि क्या यह टर्न्स मैं बदल जाएगा ये कुछ सामान्य अवलोकन हैं जिन्हें आप शोधन के लिए उपयोग कर सकते हैं यदि आप अधिक अवशेषों का अनुमान लगा रहे हैं सही यदि आप इसे परिष्कृत करना चाहते हैं तो आप इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं तो अब मैं एक अनुक्रम देता हूं यह अमीनो एसिड अनुक्रम है तो अब सवाल है कि alpha हेलिक्स के कौन से अवशेष हैं कौन से अवशेष beta स्ट्रैंड के हैं पहले अनुक्रम लें और यदि हम 6 अवशेषों के अतिव्यापी अवशेष लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो KVFGRC यह खंड 1 है और दूसरा यहां से शुरू होकर सही VFGRCF तक और तीसरा एक F 4 5से शुरू होता है इसलिए इसी तरह आप अलग अलग खंड बना सकते हैं अब आप इसे लेते हैं और अंक को लिखने के बजाय केवल उस संख्या को लिखते हैं जिसे आप अभी जाँचते हैं कि क्या यह 1 या 0 है तो यह तालिका है आप इसे 1 देख सकते हैं यह आप 05 डालते हैं यह 0 है यह 1 है पहले जो आप लेते हैं वह यह है कि यह lysine के बराबर 05 के बराबर है lysine यहाँ 05 है सही तो V वी यहां है यह 1 के बराबर है तो आपका F यहां फिर से है फेनिलएलनिन तो यह 1 के बराबर है और यह G इस समूह में है 1 है तो आपने 1 और R और C को यहाँ रखा है R यहाँ है और C यहाँ है यह 0 मान है बस लगभग निर्दिष्ट करें यह 25 है तो यह 4 से कम या बराबर है यह सही नहीं है यह हेलिक्स का हिस्सा नहीं है अगला सेगमेंट यहीं है ये संख्या समान है और अंतिम ई है जो कि इस मामले में 1 दाएं के बराबर है 2 2 या 3 1 2 के बराबर छात्र 2 यह 15 सही 1 2 1 होना चाहिए 1 यह 15 होगा सही यह 15 सही है यह 2 अब तीसरा 1 होगा यदि आप देखें तो ये समान हैं सही ये यहां समान हैं और अंतिम एल है आपने इसे 1 के बराबर देखा एक 2 के बराबर है फिर इन नंबरों को जोड़ते हैं जब वे RCELLA R के साथ 0 C के बराबर जाते हैं 0 के बराबर ये सभी 1 हैं क्योंकि E 1 है L 1 है और R और L 1 है तो अंतिम अंक 4 है अब आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसा खंड है जिसे आप alpha हेलिक्स के रूप में पहचान सकते हैं अब क्या यह केवल इन अवशेषों से एक हेलिक्स बनता है या आप इसे बढ़ा सकते हैं यदि आप पिछले एक MKRH को लेते हैं तो यह यहां है और यदि आप इसे यहां करते हैं तो यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 43 है आप जोड़ सकते हैं सही यह RCLLA है RCLLA अब यह अगले A है यदि आप A जोड़ते हैं तो A को प्राथमिकता दी जाती है तो यह 4 से अधिक होगा सही अगले एक M है इसलिए M भी 1 को पसंद किया जाता है यह Hα से संबंधित है सही m Hα से संबंधित है तो हम भी इसे बढ़ा सकते हैं तो अगले एक K तो लाइसिन है तो यह सब 05 है और यदि आप सही मूल्य जोड़ते हैं तो यह आपको 4 से अधिक मूल्य देगा आप इस MKRH तक बढ़ा सकते हैं तो यहाँ आप इस M को जोड़ सकते हैं यहाँ से बराबर 12 है और K 107 है 107 लाइसिन यहाँ है और arginine 079 है यह 12 या 4 होना चाहिए यह जहां 43 है उसके बाद अगला जोड़ें अगर मैं 1 अधिक KRHG जोड़ता हूं तो आप अंतिम 4 KRHG को देख सकते हैं यदि मैं इसे जोड़ता हूं तो संख्या चार से कम है तो मैं यहाँ कटौती करता हूँ तो अब खंड इस लाइसिन से शुरू होता है ठीक है आप यहां से शुरू कर सकते हैं यह आप लिख सकते हैं सही जहां यह 4 यहां है मैं आर से शुरू करता हूं आप यहां से शुरू कर सकते हैं और यहां तक यह वह खंड है जो alpha हेलिक्स का निर्माण कर सकता है तो यह कैसे करना है पहले क्या करें छात्र 6 अवशेष छह अवशेषों की विंडो से आपको अतिव्यापी सेगमेंट मिलते हैं तो ये 6 अवशेष अतिव्यापी सेगमेंट हैं और फिर स्टूडेंट फिर स्कोर देखते हैं फिर इसे इस तालिका से मान निर्दिष्ट किए जाते हैं विंडो 6 अलग अलग श्रेणियों के आधार पर हेलिक्स बनाने की प्रवृत्ति के आधार पर या उन्हें हेलिक्स में पसंद नहीं किया जाता है जिनके पास 1 से 1 है बस संख्याएँ निर्दिष्ट करें और देखें कि क्या यह नंबर है 4 से अधिक या इसके बराबर है यदि यह अगले सेगमेंट में बहुत कम है और आप अगले सेगमेंट में जाते हैं जब तक कि हमें 4 या इससे ज़्यादा का मूल्य नहीं मिलता है तो आपको यहां 4 का मूल्य मिलता है तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं तो यह 4 प्रश्न है यदि आप 1 जोड़ते हैं जिसमें उच्च वरीयता या कम वरीयता होगी तो 1 जोड़ें और अंतिम 4 अवशेष देखें और क्या संख्या सही है आप सेगमेंट देख सकते हैं 6 विंडो खंड का मूल्य 4 से अधिक है इसलिए आप संख्याओं को देख सकते हैं सही यह 43 है क्योंकि आप संख्या प्राप्त कर सकते हैं इस तालिका से यहां हम केवल संख्या 1 या माइनस 1 05 निर्दिष्ट करते हैं बस आप देखते हैं कि कितने हेलिक्स पूर्व या कितने हेलिक्स ब्रेकर हैं एक बार जब हम सेगमेंट की पहचान कर लेते हैं तो उसे वास्तविक मूल्यों के आधार पर विस्तारित करते हैं तो हम इसे तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि हमें 4 से कम मूल्य नहीं मिलता है यहाँ आप 4 से कम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं फिर हम वहाँ रुक जाते हैं यह पूरा सेगमेंट है जिसे आप कर सकते हैं ठीक तो यह असाइनमेंट है और वास्तव में वे प्रायोगिक डेटा के साथ तुलना करते हैं यह भी ठीक है कि यह यहीं तक है यह पूरी तरह से प्रायोगिक डेटा के साथ मेल खाता है यह एक ऐसा सेगमेंट है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं कोई भी हेलिक्स मूल्य कम है और यहां हमें उच्च वरीयता मिलती है और सेगमेंट की भविष्यवाणी की गई है कि यह alpha हेलिक्स के समान है जो प्रायोगिक डेटा से मेल खाता है अब कैसे beta शुरू होता है एक ही प्रक्रियाओं दे पाने के लिए ले Hβ छोटे beta 1 के बराबर 05 के बराबर Iβ 0 के बराबर iβ और Bβ या Bβ 1 के बराबर तो यहां हम 5 अवशेषों के इस स्कैन का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि यह 3 से अधिक का स्कोर है क्योंकि सभी beta स्ट्रैंड्स alpha हेलिक्सेस से छोटी हैं तो मैं 5 अवशेष खंडों को लेता हूं सही कि वे इन खंडों को कैसे परिभाषित करते हैं उन्होंने अलग अलग खंडों के साथ और प्रयोगों के साथ परिणामों की तुलना करने की कोशिश की और अंत में जो कि वे उस एक के साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे मेल खाते हैं इस तरह से उन्होंने हेलिक्स और स्ट्रैंड्स के लिए 6 और 5 निर्दिष्ट करने की कोशिश की तब आप दोनों दिशाओं में लंबाई का विस्तार कर सकते हैं जब तक कि औसत गुण 1 अधिकार से कम न हो आप इस क्षेत्र को जारी रख सकते हैं और स्ट्रैंड का पता लगा सकते हैं यदि वही प्रक्रिया है जिसे आप अपना सकते हैं इसलिए मुझे इन सभी विवरणों की सही व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ हम Bβ लिए मूल्य है और आप मूल्य निर्दिष्ट और पता कर सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक संघर्ष की स्थिति पाते हैं तो उसी खंड को हेलिक्स के रूप में प्रेडिक्शन की जा सकती है और इस मामले में beta शीट के रूप में भी प्रेडिक्शन की जा सकती है कि क्या करना है इस स्थिति में सेगमेंट प्राप्त करें और वास्तविक मूल्य निर्दिष्ट करें और देखें कि कौन सा प्रमुख है यदि alpha हेलिक्स की औसत प्रवृत्ति अधिक है तो यह alpha हेलिक्स है यदि beta स्ट्रैंड अधिक है तो यह beta स्ट्रैंड है तो संघर्ष की स्थिति में आप मूल्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं और आप संख्याओं की तुलना कर सकते हैं और फिर माध्यमिक संरचना को निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए यहाँ एक वेबसर्वर है चाउ और फ़स्मान मापदंडों के आधार पर दूसरी संरचना की प्रेडिक्शन करने के लिए कई सर्वर उपलब्ध हैं यहीं वे विभिन्न कार्यक्रमों का उपयोग करते हैं और यहाँ हम चाउ और फ़स्मान मापदंडों को लेते हैं और यहाँ हम फास्टै का उपयोग करते हुए अनुक्रम देते हैं यह विधि एक ही 1974 चाउ फेसमैन सही और अंत में आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र हेलिक्स है यह वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की है और फिर हम देख सकते हैं कि यह स्ट्रैंड क्षेत्र है और यह एक टर्न क्षेत्र है तो अंत में इस सर्वर का उपयोग चाउ और फ़स्मान विधियों के आधार पर माध्यमिक संरचनाओं का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं इसलिए संक्षेप में हमने क्या चर्चा की छात्र प्रोटीन माध्यमिक संरचनाएं प्रोटीन माध्यमिक संरचनाएं तो विभिन्न माध्यमिक संरचनाएं क्या हैं छात्र हेलिक्स alpha हेलिक्स beta स्ट्रैंड सही और टर्न्स सही है और फिर कॉइल माध्यमिक संरचना कैसे बनते हैं छात्र हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन संबंध कहाँ हैं छात्र बैक बोन बैक बांड NH और छात्र CO CO समूह तो यह है कि वे अवशेषों की आवधिक व्यवस्था सही है तो alpha हेलिक्स हैं alpha हेलिक्स कैसे पाए जाते हैं छात्र i और i 4 i और i 4 हेलिक्स है सही और यह बारीकी से पैक किया गया है यदि आप alpha हेलिक्स और beta शीट्स की तुलना करते हैं तो यह बारीकी से पैक किया जाता है और यह अवयवस्थि रूप से पैक किया जाता है जबकि यह अवयवस्थि रूप से पैक किया जाता है सही फिर हमने यह रामचंद्रन प्लॉट कैसे प्राप्त किया रामचंद्रन प्लॉट क्या है छात्र अनुमत और अस्वीकृत क्षेत्र phi और psi को जोड़ने वाले प्लाट की तरह जो आपको बताता है कि कौन सी phi और psi की अनुमति है छात्र अनुमति है अलग अलग माध्यमिक संरचनाओं में अभी alpha हेलिक्स और beta शीट हैं जो कि अनुमत क्षेत्र हैं और आंशिक रूप से अनुमत क्षेत्र और पूर्ण रूप से अस्वीकृत क्षेत्र ठीक हैं तो अब दूसरी संरचनाओं को कैसे निर्दिष्ट किया जाए यदि आप 3D संरचनाओं को जानते हैं तो काबश और सैंडर ने एक कार्यक्रम विकसित किया है छात्र DSSP DSSP DSSP क्या है छात्र माध्यमिक संरचनाओं का प्रोटीन का शब्दकोश माध्यमिक संरचनाओं का शब्दकोश है सही उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के आधार पर माध्यमिक संरचनाओं को निर्दिष्ट किया वे मूल्यों को डिज़ाइन करते हैंसही अब सवाल यह है कि क्या हम अनुक्रम से एक माध्यमिक संरचना की प्रेडिक्शन कर सकते हैं कई तरीकों पर हमने चर्चा कीसही मैं अगली कक्षा में विवरण दूंगा सही छात्र चाउ फेसमैन विधि सांख्यिकीय विश्लेषण है कि चाउ और फेसमैन विधि है सही तो चाउ और फ़स्मान विधि कैसे काम करती है छात्र वरीयता अवशेषों की वरीयता कैसे प्राप्त करें छात्र प्रवृत्ति मूल्य प्रवृत्ति मूल्य सही किसी भी अवशेष के लिए कितनी दूर तक कि विशिष्ट अवशेष एक माध्यमिक संरचना में होना पसंद करते हैं या तो हेलिक्स में या उस अवशेषों के आधार पर स्ट्रैंड कुल अवशेषों की कुल संख्या पूरी तरह से कितने प्रकार i कुल अवशेषों की कुल संख्या एक पूर्ण है पूर्ण प्रोटीन में हेलिक्स में प्रोटीन और कितने अवशेष हैं तो इस जानकारी के आधार पर आप प्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं रचनात्मक रूप से स्वयं का उदाहरण जिस पर अवशेषों ने एक alpha हेलिक्स बनना पसंद किया छात्र अलैनिन alpha हेलिक्स में एलैनिन ग्लूटामिक एसिड पसंद किया जाता है कुछ आधार जिन्हें उदाहरण के लिए alpha हेलिक्स होना पसंद नहीं है छात्र लाइसिन लाइसिन proline को प्राथमिकता दी जाती है सही तो इस जानकारी के आधार पर हेलिकल खंडों की प्रेडिक्शन कैसे करें छात्र चाउ और फ़स्मान यहाँ आप सही और फिर सभी 6 अवशेषों की एक विंडो की लंबाई लेते हैं इस मूल्य को 6 समूहों में वर्गीकृत करें और संख्याएँ निर्दिष्ट करें और देखें कि क्या संख्याएँ 4 से अधिक हैं सही हम तब तक जारी रखते हैं जब तक कि हम मूल्य 4 प्राप्त नहीं कर लेते हैं एक बार जब आप 4 प्राप्त करते हैं तो एक nuclease हो सकता है सही फिर अवशेषों का विस्तार करें और देखें कि अंतिम 4 अवशेषों का वास्तविक मूल्य 4 से अधिक है इस 4 के साथ जोड़ दें जहां यह कम से कम घटता है 4 तब आप रुक जाते हैं तब आप पहचान सकते हैं कि यह अवशेष एक alpha हेलिक्स है इसी तरह beta स्ट्रैंड के लिए वे कितने अवशेषों का उपयोग करते हैं छात्र 5 अवशेष विंडो पांच अवशेषों की खिड़कियां और फिर beta शीट प्राप्त करने के लिए उसी प्रक्रिया को दोहराएं यदि उदाहरण के लिए एक संघर्ष की स्थिति है तो उसी खंड को alpha हेलिक्स और beta शीट दोनों के रूप में प्रेडिक्शन की जाती है कि यह कैसे करना है छात्र एक से अधिक प्रवृत्ति के साथ अधिक से अधिक एक है कि आप निर्दिष्ट कर सकते हैं जहां यह alpha हेलिक्स अधिक प्रवृत्ति वाले अधिकार है तो आप इस alpha हेलिक्स या beta स्ट्रैंड के विपरीत लिख सकते हैं तो अब हम अलग अलग सर्वरों का उपयोग करके इसका अनुमान लगा सकते हैंसही एक उदाहरण आप इस सर्वर में देख सकते हैं तो आप केवल अनुक्रम कर सकते हैं और आपको माध्यमिक संरचना दे सकते हैं हमने सांख्यिकीय विधियों और अगली कक्षा के बारे में चर्चा की हम उदाहरण के लिए विभिन्न अन्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे सूचना सिद्धांत कई अनुक्रम संरेखण उच्च घरेलू प्रोफाइल तंत्रिका नेटवर्क्स मशीन सीखने की तकनीक के साथ साथ सर्वसम्मति के अधिकार के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे